नमस्कार हम आज इस श्रृंखला का आखिरी विषय शुरू करेंगे जो है समरूप सिस्टम चलिए हम देखते हैं समरूप सिस्टम का क्या मतलब है कंट्रोल सिस्टम के विश्लेषण और डिजाइन में सिस्टम की गणितीय मॉडलिंग महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है अब रैखिक सिस्टम की मॉडलिंग की दो सबसे सामान्य विधि का हमने अध्ययन किया है जो ट्रांसफर फंक्शन विधि और स्टेट वेरिएबल विधि थी तो इन दोनों पर हमने चर्चा की है अब ट्रांसफर फंक्शन विधि केवल रैखिक समय अपरिवर्तनीय सिस्टम के लिए वैध है जबकि स्टेट समीकरण रैखिक के साथ साथ अरैखिक सिस्टम पर भी लागू किए जा सकते हैं कंट्रोल सिस्टम विभिन्न अवयवों से मिलकर बना हो सकता है केवल विद्युतीय नहीं बल्कि यांत्रिकी थर्मल फ्लूड न्यूमेटिक भी और अन्य विद्युतीय सेंसर और एक्चुएटर्स भी तो इस मॉड्यूल में हम क्या करेंगे हम इन डायनेमिक सिस्टम के मूल गुण की समीक्षा करेंगे जो वैसा ही गणितीय मॉडल दर्शाते हैं जैसा हमने विद्युतीय सर्किट की स्थिति में देखा था गणितीय मॉडलिंग पर बढ़ने से पहले हम समझते हैं समरूप सिस्टम का क्या मतलब है अब सिस्टम समान गणितीय मॉडल से प्रदर्शित किए जा सकते हैं जैसा हमने विद्युतीय सर्किट की स्थिति में देखा था लेकिन वह भौतिक रूप से अलग हैं इसीलिए उन्हें समरूप सिस्टम कहा जाता है अतः समरूप सिस्टम को समान डिफरेंशियल या शायद इंटीग्रोडिफरेंशियल समीकरण या ट्रांसफर फंक्शन से परिभाषित किया जाता है अतः समरूप सिस्टम वह सिस्टम हैं जहां आप समान गणितीय प्रदर्शन देखते हैं लेकिन भौतिक रूप से वे एक दूसरे से अलग होते हैं समरूप सिस्टम क्यों जरूरी है

द्रव्यमान को एक तत्व का गुण माना जाता है जो रैखिक गति की गतिज ऊर्जा को संग्रहित करता है अब हम यह भी कह सकते हैं कि द्रव्यमान इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के प्रेरक के समरूप है यदि w बॉडी का भार है तब द्रव्यमान M बराबर wg से दिया जा सकता है g क्या है g गुरुत्वाकर्षण के कारण शरीर के मुक्त पतन का त्वरण है जिसे g से दिया जाता है g 32174 फिट पर वर्ग सेकंड या SI मात्रक में यदि आप गणना कर रहे हैं g 98066 मीटर पर वर्ग सेकंड होगा अब रेखीय गणितीय प्रणाली के समीकरणों को पहले सिस्टम के मॉडल जिसमें परस्पर संबंधित रैखिक तत्व शामिल हैं का निर्माण करके लिखा गया है और फिर न्यूटन के गति के नियम Newton's law of motion को मुक्त बॉडी आरेख पर लागू करके लिखा गया है मुक्त बॉडी आरेख क्या है मुक्त बॉडी आरेख का मतलब है कि आप अवयव का मुख्य बॉडी लेते हैं और उस बॉडी या द्रव्यमान पर लगाए गए बल को देखते हैं तो अब यांत्रिक तत्वों की धारणा को विभिन्न आयामों में वर्णित किया जा सकता है या हम दोनों के रेखीय घूर्णी या संयोजन के रूप में कह सकते हैं मैकेनिकल सिस्टम की गति को नियंत्रित करने वाले समीकरण न्यूटन के गति के नियम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तैयार हैं तो हम देखते हैं इसे कैसे परिभाषित करते हैं

एक है रैखिक स्प्रिंग रैखिक स्प्रिंग वास्तविक स्प्रिंग का मॉडल या केबल या बेल्ट का कंप्लायंस है तो यह एक अवयव है जो स्थितिज ऊर्जा को संग्रहित करता है हम कैसे प्रदर्शित करेंगे हम से प्रदर्शित करेंगे यदि आप इस चित्र में देखें K एक नियतांक है जिसे हम सामान्यतः स्प्रिंग नियतांक कहते हैं और फिर यह विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है अतः बल स्प्रिंग नियतांक हम इसे स्टीफनेस नियतांक भी कहते हैं इस उपर्युक्त समीकरण में यह बताता है कि स्प्रिंग पर कार्य कर रहा बल विस्थापन या हम कह सकते हैं वस्तु के विकृति के अनुक्रमानुपाती है रैखिक स्प्रिंग अवयव को दर्शाने वाला मॉडल मूलतः उपर्युक्त चित्र में दर्शाया गया है अब यदि स्प्रिंग पहले से ही किसी तनाव T से लगा हुआ है तब आप पिछले समीकरण को तनाव को सम्मिलित करके संशोधित कर सकते हैं यहां जब देखते हैं कि द्रव्यमान गति कर रहा है तब आप देखेंगे कि चित्र में घर्षण भी आ रहा है तो रैखिक गति के लिए घर्षण क्या है जब भी यहां दो भौतिक अवयवों के बीच गति या गति की प्रवृत्ति होती है घर्षण बल अस्तित्व में होगा अब भौतिक सिस्टम में आने वाला घर्षण बल प्रकृति में अधिकतर अरैखिक होता है दो संपर्क सतहों के बीच घर्षण बलों की विशेषता उन कारकों पर निर्भर करती है जैसे सतहों की संरचना और सतहों के बीच दबाव और दूसरों के बीच उनके सापेक्ष वेग इसलिए घर्षण बल का सटीक गणितीय वर्णन कठिन है तो हम क्या करें हम आम तौर पर 3 अलग अलग प्रकार के घर्षण के साथ अनुमानित करते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं हम उन्हें विस्कस घर्षण स्थिर घर्षण और कूलम्ब घर्षण कहते हैं अब विसकस घर्षण क्या है

यहां एक द्रव्यमान M होगा इस द्रव्यमान पर लागू बल स्प्रिंग घर्षण हमें स्प्रिंग तनाव कहना चाहिए होगा तो हम इसे से प्रदर्शित करते हैं विसकस घर्षण को हम से प्रदर्शित करते हैं और फिर बल जो द्रव्यमान को इस दिशा में गति कराने के लिए जिम्मेदार है अब यदि हम समीकरण जो सिस्टम का बल समीकरण है को संकलित करते हैं हम क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं f t तो यह बल है जो इस दिशा में लग रहा है क्योंकि यह दोनों विपरीत दिशा में है हम क्या लिख सकते हैं तो f यानी द्रव्यमान पर लागू कुल बल माइनस विस्कस घर्षण स्प्रिंग तनाव आपको कुल बल मिलता है जो वस्तु के त्वरण के लिए उत्तरदाई है अब हम उच्चतम आर्डर डेरिवेटिव टर्म को बाकी टर्म के समतुल्य करके उपर्युक्त समीकरण को व्यवस्थित करते हैं हम क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं अब और क्रमश वेग और त्वरण को प्रदर्शित करते हैं इसलिए पिछले समीकरण को आप ऐसे लिख सकते हैं आउटपुट है और सिस्टम का इनपुट माना जाता है अब यदि आप 0 प्रारंभिक अवस्था माने तो 0 प्रारंभिक अवस्था वाले समीकरण के दोनों ओर लाप्लास ट्रांसफार्म लेकर Y और F के बीच ट्रांसफर फंक्शन प्राप्त किया जा सकता है यदि आप इसका लाप्लास ट्रांसफार्म लेते हैं आप क्या लिख सकते हैं यह होगा यांत्रिकी सिस्टम जो आपने अभी लिया था का ट्रांसफर फंक्शन आपको यह प्राप्त होता है यदि आप देखें यह ऐसा है जैसा हमने विद्युतीय सिस्टम के केस में देखा था इसलिए आप कह सकते हैं कि यांत्रिकी सिस्टम जिस पर हमने भी चर्चा की कुछ विद्युतीय सिस्टम जिनका ट्रांसफर फंक्शन समान है जैसा हमने यांत्रिकी सिस्टम की स्थिति में देखा था के समरूप है अब आप ब्लॉक डायग्राम की मदद से कैसे प्रदर्शित करेंगे यदि आप समीकरण देखें समीकरण है अब यदि आप लाप्लास ट्रांसफार्म लेते हैं यह बन जाएगा Y आउटपुट है और F इनपुट है सिगनल फ्लो ग्राफ की मदद से आप कैसे प्रदर्शित करेंगे यदि आप विशेष समीकरण देखें यदि Y आउटपुट है sY है है अब क्या कर सकते हैं आप देख सकते हैं इस नोट पर आउटपुट क्या है इस नोट पर y डॉट M होगा अब आप इसे संकलित करें आप कैसे संकलित करेंगे आप f K गुणे y B गुणे y डॉट फिर आप 1 M से गुणा करें आप को y डबल डॉट मिलता है यदि आप यह विशेष समीकरण देखें यदि आप f M गुणे KM गुणे y BM गुणे y डॉट बराबर y डबल डॉट लेते हैं तो y डॉट और y डबल डॉट के विशेष मान बताने की मदद से आप सरलता से पा सकते हैं कि समीकरण जो हमने अभी देखा सिगनल फ्लो ग्राफ की मदद से प्रदर्शित किया जा सकता है यांत्रिकी सिस्टम के केस में अभी हमने जो समीकरण लिखा उसकी मदद से आप पुनः सत्यापन कर सकते हैं अब हम इसी सिस्टम को प्रदर्शित करने के लिए स्टेट वेक्टर का उपयोग करके स्टेट समीकरण का उपयोग भी कर सकते हैं तो माना कि स्टेट समीकरण है और आप का समीकरण है अब आपको क्या करना है आपको स्टेट वेरिएबल परिभाषित करना है हम परिभाषित करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं

जब आप इसे संकलित करते हैं आप क्या लिख सकते हैं